ने इस सप्ताह के अंतिम लेक्चर में आपका स्वागत है इसलिए पिछले लेक्चर में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि डिपेंडेंसी पार्सिंग के लिए मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री का उपयोग करने का दृष्टिकोण क्या है इसलिए हमने वहां केवल यह कवर किया है कि यदि हमारे पास एक वाक्य है और हमारे पास मूल ग्राफ़ मल्टी डायग्राम के निर्माण का कोई रास्ता है जहाँ सभी संभव कनेक्शन है जो हम आम तौर पर एल्गोरिथ्म MST का पता लगाने के लिए उस में है हमने वह कवर किया अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम एस्पेक्ट का पता कैसे लगाते हैं और यह हम यहाँ कवर करेंगे इसलिए हमने एक लर्निंग की समस्या के रूप में कैसे व्यवहार किया जहां हमने कुछ डेटा दिए जहां हम जानते हैं कि ये वाक्य हैं और वे इसकी डिपेंडेंसी ग्राफ हैं हम उसका उपयोग एक नए वाक्य के लिए एस्पेक्ट को स्थापित करने में कैसे करते हैं और अब आप समझते हैं कि एक बार अगर आप वह हिस्सा कर सकते हैं तो बाकी हिस्सा पहले से ही एल्गोरिथ्म द्वारा परिभाषित किया गया है तो आपका मुख्य कार्य यह है कि आप प्रभावी रूप से एस्पेक्ट का निर्माण कैसे करते हैं अब सिर्फ एक चीज एस्पेक्ट से मेरा क्या मतलब है एस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो 2 नोड्स पर निर्भर करेगा जिसे आप कनेक्ट कर रहे हैं और क्या संबंध है जिससे हम उन्हें जोड़ रहे हैं तो यह नोड्स और लेबल पर एक फ़ीचर रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का कुछ प्रकार होना चाहिए और आपको यह परिभाषित करना होगा कि आपके फ़ीचर क्या हैं और किसी भी संभावित कनेक्शन के लिए परिभाषित करने के बाद आप इस वेक्टर का पता लगा सकते हैं इस वेक्टर का पता लगाना एक अलग कार्य है इसे किसी भी लर्निंग की आवश्यकता नहीं है जिस तरह से हम एक लर्निंग को शामिल करेंगे प्रत्येक फ़ीचर में एक वेट भी होगा जो आपको एस्पेक्ट को निर्धारित करने में मदद करेगा इसलिए जब आप फ़ीचर वेक्टर को वेट्स से गुणा करते हैं तो आपको एस्पेक्ट मिलेंगे और फ़ीचर के लिए यह वेट वेक्टर कुछ ऐसा है जिसे आप अपने डेटा से सीख सकते हैं इस प्रकार इस फीचर सेट के साथ वेट वेक्टर मुझे ऑप्टिमल या सबसे अच्छा एक स्पैनिंग ट्री का चयन करने में मदद करता है जो डिपेंडेंसी ग्राफ से मेल खाती है जो मेरे डेटा में पहले से ही है अगर मेरे पास कुछ वेट्स है जो मुझे सर्वश्रेष्ठ ग्राफ़ चुनने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो मुझे अपना वेट थोड़ा कम करना चाहिए और यह विचार है जो हम इस लेक्चर में देखेंगे हम यहां लर्निंग वाले हिस्से के बारे में बात करेंगे तो पहली चीज़ जो हमें यहाँ देखनी चाहिए वह है आर्क वेट्स जिसे हम परिभाषित कर रहे हैं जिसे i j k पर कुछ फ़ीचर वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है हाँ नोड i नोड j और रिलेशन k और एक वेट वेक्टर और i वेटेड फ़ीचर से गुणा करें और आर्क वेट प्राप्त करें kअब हमें यह देखना है कि इस फ़ीचर वेट फीचर्स को कैसे परिभाषित किया जाए यह फिर से किसी न किसी तरह से पिछले कुछ वर्गों में हमने क्या किया है और हम इस वेट वेक्टर को कैसे सीखते हैं से मेल खाता हुआ है तो यहाँ आर्क वेट्स आर्क के फीचर्स और एक समान वेट वेक्टर के लीनियर कॉन्बिनेशन रैखिक संयोजन के अलावा और कुछ नहीं है अब हम अलग अलग आर्क फीचर्स ले सकते हैं इसलिए यह फिर से निर्भर करेगा कि मैं किन शब्दों को जोड़ रहा हूं आइए एक वाक्य लेते हैं जैसे जॉन सॉ मैरी मैकगायर यस्टरडे विद हिज टेलिस्कोप और मैं पहले सॉ और रिलेशन pp के बीच हेड के वेट्स का पता लगाना चाहता हूं इसलिए यह मेरा i है यह मेरा j है और यह रिलेशन PP है तो यहाँ k के लिए मल्टी डायग्राम आर्क का मतलब है आपके पास कई विविधताएं हो सकती हैं आपके पास PP हो सकते हैं आपके पास N सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉन मोडीफायर वगैरह हो सकते हैं हमारे पास विभिन्न संभव विविधताएं हैं तो यह फ़ीचर किस पर निर्भर करेगी तो फ़ीचर शायद इस बात पर निर्भर करेगी कि मेरे शब्द क्या हैं वे कुछ सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स हैं यदि मेरा शब्द सॉ है और मेरा शब्द पहला शब्द सॉ है तो दूसरा शब्द विद है और रिलेशन जो भी है वह यहां PP है इसलिए हेड सॉ है और डिपेंडेंट विद है जो कि मेरी एक मुख्य फ़ीचर में लिया गया है तो हर मामले में मेरे पास यह फ़ीचर होगी मेरे पास 1 या 0 का उत्तर होगा फिर मेरे पास इन शब्दों के पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स से बना एक फीचर हो सकता है तो मुझे यह भी पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स क्या है और तो फीचर हेड पार्ट के लिए पार्ट ऑफ स्पीच की तरह हो सकता है तो हेड पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और डिपेंडेंट शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है यह प्रीपोजिशन है और यह सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स में से एक होगा जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं क्योंकि कई बार विभिन्न व्याकरणिक श्रेणियों के बीच रिलेशंस परिभाषित होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट के लिए यह वर्ब और नाउन के बीच होगा इसलिए यदि आप जानते हैं कि पहला हेड शब्द वर्ब है और डिपेंडेंट शब्द नाउन है तो एक अच्छा मौका है कि उनके पास एक सब्जेक्ट रिलेशन हो सकता है हालांकि अन्य रिलेशन संभव हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है फिर और क्या आप उन शब्दों के पार्ट ऑफ स्पीच का भी उपयोग कर सकते हैं जो चारों ओर से आ रहे हैं यह हेड और डिपेंडेंट शब्द बीच में जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच के बीच में नाउन है इसका मतलब है कि एक नाउन है जो इन 2 शब्दों के बीच में होता है हाँ पार्ट ऑफ स्पीच के बीच में एडवर्ब है एडवर्ब है जो होता है डिपेंडेंट पॉज राइट प्रोनाउन है डिपेंडेंट के लिए दाहिने हाथ की तरफ पार्ट ऑफ स्पीच सर्वनाम है और हेड पॉज लेफ्ट नाउन है हेड के बाईं हाथ की तरफ पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है तो इसी तरह से आपके पास फिर से नज़दीक के शब्दों और बीच के शब्दों पर कई अलग अलग फीचर्स हो सकती हैं तो आप शब्दों की पहचान या पार्ट ऑफ स्पीच का उपयोग कर सकते हैं और फिर आप ओरियंटेशन का भी उपयोग करना चाह सकते हैं कि क्या हेड आर्क के बाईं ओर है या दाएं ओर ताकि आर्क दिशा द्वारा कब्जा किया जा सके यह दाईं ओर है तो आर्क दिशा दाईं है आप दूरी भी देख सकते हैं कि हेड और डिपेंडेंट के बीच कितने शब्द हैं तो इस मामले में 3 शब्द हैं जो बीच में हैं तो इसी तरह से आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न या हेड और डिपेंडेंट के विभिन्न अलग अलग लक्षण और आस पास के शब्दों और लेबलों को ले सकते हैं और अपने सभी फीचर्स का निर्माण कर सकते हैं तो यह आपको आर्क फीचर्स का सेट f i j k देता है और अब आपके ग्राफ में किसी भी संभावित आर्क को दिया गया है जिससे आप इस फीचर वेक्टर का निर्माण कर सकते हैं हाँ यह इन सभी सवालों का जवाब होगा आर्क की दूरी 3 है या नहीं तो उत्तर एक या 0 होगा इसलिए इसी तरह से आप इस फीचर वेक्टर का निर्माण कर सकते हैं लेकिन आपका एस्पेक्ट क्या है जो कि वेट वेक्टर गुणा फीचर वेक्टर है तो अगली बात यह है कि हम इस वेट वेक्टर का उपयोग कैसे करते हैं या हम इस वेट वेक्टर को कैसे प्राप्त करते हैं तो जैसे कि आप आर्क i j k और इनपुट x पर किसी भी फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं k अब आप मेरा वेट्स कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए मुझे परिभाषित करना होगा कि मेरी इन्फ्रेंस समस्या क्या है तो यह हम पहले ही एक ग्राफ के लिए देख चुके हैं कि एक ग्राफ के वेट को उसके सभी एजेज के वेट्स पर योग द्वारा परिभाषित किया जाएगा और MST समस्या सभी संभावित स्पैनिंग ट्री के बीच अधिकतम वेट वाले ग्राफ का पता लगाना है वह शुरुआती ग्राफ से प्राप्त किया जा सकता है वह शुरुआती ग्राफ ले जिसका अभी अधिकतम वेट है यह w i j k को w गुना फ़ीचर वेक्टर f i j k के रूप में लिखा जा सकता है जिसमें w इस समीकरण के बाहर जा सकता है तो यह दूसरे शब्दों में w गुना सभी फ़ीचर वैक्टर का योग होगा और उस पर आर्कमैक्स लिया जाएगा और मान लीजिए कि मैं इसे अपने ग्राफ की फ़ीचर के रूप में कहता हूं मेरे ग्राफ के लिए फ़ीचर वेक्टर कुछ भी नहीं बल्कि सभी एजेज के फ़ीचर वैक्टर पर योग है और यह मेरी समस्या है आर्कमैक्स w गुना f G सभी संभव ग्राफ पर या डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री g जो मैं अपने प्रारंभिक ग्राफ से अब निर्माण कर सकता हूं मेरे बिट्स को सीखने के लिए इस इन्फ्रेंस समस्या का उपयोग कैसे करें यह मेरा लर्निंग का मानदंड होगा और यह पिछले उदाहरण में पिछले नियम की तरह ही होगा तो क्या विचार है आपके पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग डेटा है तो आपको एक वाक्य और उसके गोल्ड स्टैंडर्ड डिपेंडेंसी ग्राफ का ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है तो कुछ कैपिटल T वाक्य हैं अब कुछ प्रारंभिक वेट्स के साथ शुरू करें वे 0 हो सकते हैं या वे कुछ आर्बिट्रेरी वेट्स हो सकते हैं और हम पहले इटरेशन के साथ शुरू करते हैं अब मैं सभी वाक्यों पर इटरेशन कर रहा हूं कुछ कैपिटल N संख्या बार जितनी बार हमने पिछले मामले में किया था प्रत्येक इटरेशन में प्रत्येक ट्री पर जाएं इसलिए 1 से कैपिटल T तक प्रत्येक वाक्य उदाहरण अब मैं क्या करूँ इसलिए मैं लर्निंग पार्ट में हूं मुझे नहीं पता मेरे ऑप्टिमल वेट्स क्या हैं तो लर्निंग का काम कैसे होता है इसलिए मुझे एक वाक्य x t और उसकी डिपेंडेंसी ग्राफ G t दिया गया है मुझे पहले से ही यह दिया गया है मुझे पता है कि मेरे फीचर्स क्या हैं हां मुझे पता है कि मेरे फीचर्स क्या हैं मुझे नहीं पता कि मेरे वेट्स क्या हैं तो मैं कैसे आगे बढ़ूं आइए हम अपने लर्निंग के लिए एक विशेष उदाहरण लें तो क्या होगा मुझे यह वाक्य x t दिया गया है इसलिए मैं अपने एल्गोरिथ्म को लागू करूंगा जैसे कि मैं इसे रन टाइम पर कर रहा हूं इसलिए मैं रूट नोड बनाऊंगा मैं सभी संभावित कनेक्शन बनाऊंगा किसी भी तरह हमारे पास कोई भी संभव कनेक्शन हो सकता है जो कोई फर्क नहीं पड़ता तो अब आप उन सभी संभावित कनेक्शनों को शुरू करते हैं जिनकी हमने चर्चा की थी यह मेरा प्रारंभिक ग्राफ है आप कर सकते हैं उस ग्राफ G x जिसमें सभी संभावित कनेक्शन हैं यह भी सभी संभव कनेक्शन हैं अब इस बिंदु पर आप कैसे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने के लिए यह जानने की जरूरत है कि यहां एज वेट्स क्या है तो अब आप एज वेट्स कैसे प्राप्त करते हैं तो यह एज यह कुछ भी नहीं बल्कि W गुना f i j k है यहां i ith शब्द है j यहां jth शब्द है और k रिलेशन है अब आप f i j k कैसे प्राप्त करते हैं यह पहले से ही आपको दिया गया है इसलिए आप जानते हैं कि क्या फीचर्स हैं तो फीचर्स कुछ प्रश्न होंगे जैसे ith शब्द रूट है और jth शब्द कुछ ऐसा जैसे सॉ है यह 1 या 0 होगा हाँ तो आपकी फीचर वेक्टर कुछ 0 कुछ 1 होगी और यह अलग अलग एजेज के लिए भिन्न हो सकती है अब और क्या आप अपने वेट्स को नहीं जानते हैं लेकिन आपके पास प्रारंभिक वेट्स या कुछ मध्यवर्ती वेट्स होंगे आप उन वेट्स का उपयोग करेंगे उसे फीचर वेक्टर द्वारा गुणा करके और आपको कुछ नंबर मिलेंगे और यह आपका w i j k है हाँ और आप इस नंबर को वापस डाल देंगे इसे 10 या 30 कहा जा सकता है मान लीजिए कि आपको 10 30 20 15 आदि मिले हैं आप एक ही विधि का उपयोग करके सभी वैल्यूज को भर देंगे अब एक बार जब आप इन सभी वैल्यूज को भर लेंगे तो अगला कदम क्या होगा तो अगला कदम चू लियू एडमंड के एल्गोरिथ्म को लागू किया जाना चाहिए और एक डिपेंडेंसी ग्राफ प्राप्त किया जाना चाहिए और दूसरे शब्दों में MST प्राप्त किया जाना चाहिए तो मान लीजिए कि आप यहां रूट जैसा एक ग्राफ प्राप्त करते हैं तो यहां 3 शब्द हैं तो कुछ इस तरह से मान लें कि हम एक साधारण मामला लेते हैं और इस तरह यह डिपेंडेंसी ग्राफ लिखने के एक तरीके पर निर्भर करता है और मान लीजिए कि यह आप अपने एल्गोरिथ्म से प्राप्त करते हैं अब यहाँ लर्निंग कहाँ है लर्निंग यह है कि यदि आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली डिपेंडेंसी ग्राफ आपके गोल्ड स्टैंडर्ड डिपेंडेंसी ग्राफ के समान नहीं है इसका मतलब है आपका वेट्स इस बिंदु पर सही नहीं है आपको अपने वेट्स को संशोधित करना पड़ सकता है और आप अपनी वेट्स को कैसे संशोधित कर सकते हैं बहुत सरल तरीके से जैसे कि आपने पिछली विधि में भी किया था आप w न्यू या w ओल्ड प्लस कह सकते हैं आप वास्तविक ग्राफ की तरफ जाना चाहते हैं और उनसे दूर तो इसे G Prime कहें जो आप अपने एल्गोरिथ्म से प्राप्त करते हैं तो इसे G Prime कहें जो आप अपने एल्गोरिथ्म द्वारा प्राप्त करते हैं G t गोल्ड स्टैंडर्ड ग्राफ है आप इस दिशा में और यहाँ से दूर जाना चाहते हैं तो यह G t के फीचर माइनस G प्राइम के फीचर होगी और F G T क्या है यह G t के सभी एजेज के फीचर्स पर योग के अलावा कुछ भी नहीं है इसी तरह यहाँ मेरे G प्राइम के सभी एजेज के फीचर्स पर योग है और इससे आपको अपना नया वेट वेक्टर मिलेगा निश्चित रूप से यहाँ कुछ लर्निंग वेट्स हो सकते हैं लेकिन यह सिर्फ आपको अंतर्ज्ञान देने के लिए है और बस यही आपको एक नया वेट होगा फिर से आप एक नए वाक्य के लिए इस नए वेट के साथ शुरू करेंगे देखें कि क्या आप इस एल्गोरिथम द्वारा दिखाए गए ग्राफ की तरह G t प्राप्त कर रहे हैं या नहीं यदि नहीं तो आप अपने वेट्स को अपडेट करते रहेंगे और यह कुछ समय में परिवर्तित हो जाएगा और आपके कुछ इटरेशन के बाद एक बार आपके वेट्स लगभग स्थिर हो जाएगा और यही वह जगह है जहाँ आप रुकते हैं तो अब हमें ऐसी उम्मीद है कि यह विचार स्पष्ट है आइए हम आगे के उदाहरणों को देखने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं कि आप इस एल्गोरिदम को वेट्स लर्निंग के लिए कैसे लागू करते हैं मुझे जल्दी से फिर से इस एल्गोरिथ्म के माध्यम से जाने दीजिए इसलिए मैं इसे प्रत्येक ट्री के लिए कुछ n इटरेशंस के लिए दोहरा रहा हूं आइए हम विशेष उदाहरण और f g प्राइम पर वेट्स पर अर्गमैक्स के रूप में g प्राइम का पता लगाएं तो यह है कि मैं अपने चू लियू एडमंड के एल्गोरिदम को लागू करके अधिकतम वेट्स वाले ट्री का पता लगाता हूं अगर G प्राइम मेरे गोल्ड स्टैंडर्ड ग्राफ के समान नहीं है इसका मतलब है मुझे अपने पैरामीटर्स को अपडेट करना है और मैं यह कैसे करता हूं कि इस समय मैं मेरा वेट के साथ एक प्लस कर रहा हूं प्रारंभिक वेट्स प्लस F G t माइनस F G प्राइम है यह मैं केवल तभी कर रहा हूं जब मैं सही ग्राफ प्राप्त नहीं कर रहा हूं मैं जारी रखता हूं आगे और कुछ बिंदु पर यह सम्मिलित होगा और यहीं से मैं वेट्स लौटाऊंगा और मैं इस बिंदु पर मानूंगा कि मेरे पास आदर्श वेट्स है तो जब भी आप मुझे एक नया वाक्य देते हैं तो मैं इन वेट्स का उपयोग सभी आर्क वेट्स की गणना करने के लिए कर सकता हूँ हाँ आर्क वेट्स वेट्स गुणा फीचर वेक्टर के अलावा कुछ भी नहीं हैं और फिर मैं डिपेंडेंसी ग्राफ की गणना करने के लिए चू लियू एडमंड के एल्गोरिथ्म को लागू कर सकता हूं वेट वैक्टर सीखने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं इसलिए हम पिछले मामले की तरह ही वाक्य का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हम उस वाक्य का उपयोग कर रहे हैं जॉन सॉ मैरी और सरलता के लिए मान लिया कि यह वाक्य ट्रेनिंग सेट में आता है अब हम इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि 2 शब्दों के बीच क्या रिलेशन हैं मैं कह रहा हूं कि केवल एक रिलेशन दुर्लभ है इसलिए मेरी फीचर्स केवल ith शब्द और jth शब्द पर निर्भर करेंगी जो चीजों को आसान बना देगा तो यहाँ मैं क्या दिखा रहा हूँ आइए हम कुछ 7 अलग अलग फीचर्स और कुछ वेट्स को लेते हैं जिनका आरंभिक या कुछ मध्यवर्ती वेट्स है और मान लें कि आप अपने ट्रेनिंग डेटा में इस वाक्य को गिन रहे हैं तो आप वेट्स अपडेट कैसे करेंगे यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी शब्द i और j के लिए किसी आर्क W i से W j तक के लिए मेरी 7 फीचर्स को कैसे परिभाषित करें तो फीचर्स ith शब्द हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और jth शब्द में पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है ith शब्द पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है jth शब्द पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसी तरह ith शब्द रूट है jth शब्द वर्ब है और इस सरल वाक्य के लिए आप पहले से ही जानते हैं आपके पास रूट जॉन होगा मुझे इसे ऐसे लिखने दें सॉ मैरी आपको पता है कि यह एक नाउन है यह एक वर्ब है और यह एक नाउन है और यह रूट है तो अब आपका कार्य मान लीजिए आपको दिया गया है कि इन 7 फीचर्स के लिए इटरेशन शुरू होने से पहले वेट्स 3 20 15 12 1 10 20 हैं अब आपको इस उदाहरण पर इटरेशन के बाद वेट्स निर्धारित करना होगा अब मैं अंतिम स्लाइड में जो कहा गया था वही करने से मेरा क्या मतलब है तो मैं क्या करूंगा अब मैं सबसे पहले सभी संभावित एज वेट्स का पता लगाऊंगा आइए हम कुछ एज वेट्स खोजने की कोशिश करें कि रूट से लेकर जॉन तक का एज वेट क्या है तो यह एज वेट क्या है यह वेट वेक्टर गुणा इस रूट और जॉन के बीच फीचर वेक्टर है जो W I हो सकता है यह W j हो सकता है अब जॉन के लिए यह F रूट क्या है यह आकार 7 का वेक्टर होगा प्रत्येक का मान 1 और 0 होगा और यह मेरे प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करेगा आइए हम देखें कि मेरे फीचर्स शब्द क्या हैं W i के पास पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है अब W i एक रूट है तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है यह 0 w होगा I के पास पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है फिर से 0 है W i रूट है आइए देखते हैं अगला 1 w j वर्ब है तो यहाँ w j जॉन है जो नाउन है तो यह भी 0 रूट है और j नाउन है यह 1 रूट होगा और w j वाक्य के अंत में होता है पता है कि जॉन वाक्य की शुरुआत में होता है यह भी 0 है W i w j से पहले वाक्य में होता है वाक्य में रूट नहीं होती हैं तो यह भी 0 होगा W i का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है तो यह रूट के लिए सच नहीं है इसलिए हम 7 फीचर्स में से केवल 4th में एक को देखते हैं बाकी सब कुछ 0 है तो यहाँ फीचर वेक्टर 0001000 है अब मैं वेट कैसे प्राप्त कर सकता हूँ वेट वेक्टर मुझे पहले से ही दिया गया है जो कि 3 20 15 12 1 10 20 है तो मैं इस वेट वेक्टर को फीचर वेक्टर के साथ गुना करता हूं और मुझे इस आर्क का वेट मिलता है जो कि 12 है इसी तरह मैं रूट से सॉ तक आर्क के वेट की गणना करता हूं तो आइए हम कुछ अन्य मामले लेते हैं जैसे जॉन से मैरी तक मैं आर्क वेट की गणना कैसे करूं फिर से यह हमें जॉन से मैरी के लिए फीचर का पता लगाने दें तो पहले 1 पहले प्रश्न फिर से W i का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है w j नाउन है अब जॉन और मैरी दोनों नाउन हैं तो यह 1 होना चाहिए W i वर्ब है और w j नाउन है यह 0 होना चाहिए W i रूट इनमें से कोई भी नहीं तो इन फीचर्स में से कोई भी 1 नहीं होगा क्योंकि रूट होने के लिए सभी आवश्यक हैं तो सभी 3 हैं 0 तो 2 3 4 5 हैं 0 6 W i w j से पहले आता है तो वाक्य में जॉन मैरी से पहले आता है यहां 1 होना चाहिए 7th फ़ीचर W i का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन था w j वर्ब है जो 0 है इसलिए केवल 1 और 6 ही 1 हैं बाकी सब 0 हैं इसलिए यह होगा 1000010 और वेट वेक्टर से गुणा किया जाएगा तो इसी तरह पहला एलिमेंट और 6th एलिमेंट 3 प्लस 10 इसलिए 13 इसलिए यहां वेट 13 होगा इसी तरह आपको वेट वेक्टर को प्रत्येक एज के लिए फीचर वेक्टर से गुणा करके खोजना होगा और इन वैल्यूज़ को प्राप्त करना होगा जिन्हें आपने कहा है कि यहां कुछ मूल्य प्राप्त होंगे x y z वगैरह अब एक बार जब आप इन सभी वैल्यूज़ को प्राप्त करते हैं तो आप क्या करेंगे चू लियू एडमंड्स को लागू करेंगे इसलिए एक बार जब आपके पास सभी वेट्स हैं तो आप बहुत आसानी से चू लियू एडमंड्स प्राप्त कर सकते हैं और आप प्राप्त करेंगे कि आपकी डिपेंडेंसी ग्राफ क्या है अब क्या होगा मान लीजिए कि आपको यह एक ग्राफ मिल जाएगा रूट जॉन सॉ मैरी मान लीजिए कि चू लियू एडमंड्स लगाने के बाद यह आपका आउटपुट है अब आप क्या करेंगे इसलिए आप करोगे यह चू लियू एडमंड्स को लागू करके आपका G प्राइम है तो आपकी पहली चीज जो आप चेक करेंगे वह यह है कि आपका G t क्या है तो आपका G t रूट है याद रखें कि आपका पहला कनेक्शन रूट से सॉ से जॉन और मैरी को होगा यह मेरा G t है क्या वे समान हैं वे एक जैसे नहीं हैं इसलिए मैं अपने वेट्स को अपडेट करूंगा और मैं अपने वेट्स को कैसे अपडेट करूं W न्यू W ओल्ड प्लस f G t माइनस f G प्राइम होना चाहिए अब f G t क्या है F G t इस ग्राफ की फीचर है जो कि यह फीचर वेक्टर प्लस यह फीचर वेक्टर प्लस यह फीचर वेक्टर है और 3 फीचर वैक्टर संयुक्त है और f G प्राइम है यह फीचर वेक्टर प्लस यह फीचर वेक्टर प्लस यह फीचर वेक्टर और ये सभी कुछ 1s और 0s हैं तो वेट्स कुछ भी नहीं बल्कि ये वेट्स प्लस इन सभी 3 एलिमेंट्स के फीचर्स पर योग माइनस ये सभी 3 एलिमेंट्स होगा और इससे आपको वेट्स का नया सेट मिलेगा और फिर आप अगले उदाहरण के लिए यदि आप को करना पड़ेगा तो वेट्स के इस नए सेट के साथ जारी रखेंगे यह संक्षेप में है हम क्या कर रहे हैं लेकिन फिर से मैं आपको इन उदाहरणों के माध्यम से पूरी तरह से जाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा स्वयं सभी वेट वैक्टर का पता लगाइए कि क्या आप वही ट्री प्राप्त कर रहे हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड में है यदि नहीं तो आप इसमें वेट्स कैसे अपडेट करेंगे यह आपका अगला अभ्यास होगा इसलिए यहां हम बहुत अधिक विस्तार में नहीं जा रहे हैं कि हम इसे सीखने की विभिन्न दरों और सब से कैसे जानेंगे सिर्फ एक अंतर्ज्ञान कि आप इसे लर्निंग प्रॉब्लम के रूप में कैसे पोस्ट करते हैं तो अंतिम मॉड्यूल में पार्सिंग या ट्रांजिशन पार्सिंग का उपयोग करके और इस मॉड्यूल में MST आधारित पार्सिंग का उपयोग करके हमने विस्तृत तरीके से देखा है कि कैसे हम डिपेंडेंसी पार्सिंग पर एक समस्या को हल कर सकते हैं इसलिए हमने कुछ प्रकार के एल्गोरिथम के रूप में व्यवहार किया जो कि कुछ प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन से शुरू होकर कुछ अंतिम कॉन्फ़िगरेशन तक जा रहा था जो एक डिपेंडेंसी ग्राफ से मिलता जुलता है और बीच में उदाहरण के लिए हम कैसे ट्रांजिशन ले रहे हैं हम विभिन्न ट्रेनिंग डेटा का उपयोग करके यह निर्धारित करेंगे कि हम किस प्रकार एज वेट्स ले रहे हैं हम ट्रेनिंग डेटा द्वारा सीख रहे हैं और इससे आपको कुछ अन्य समस्याओं के बारे में भी सोचने में मदद मिलेगी कि मैं उन्हें मशीन लर्निंग तरीके से कैसे बना सकता हूं और मैं यह भी कह रहा था कि कुछ अन्य हैं कुछ अन्य हैं या डिपेंडेंसी पार्सिंग करने के कई अन्य तरीके भी हैं इसलिए हम इस पाठ्यक्रम में सब कुछ कवर नहीं करेंगे लेकिन अब हमने जो कुछ भी कवर किया है वह आपको किसी भी नए दृष्टिकोण को लेने और समझने में मदद करेगा इसलिए यह सिंटैक्स पर मुख्य चर्चा पर हमारी चर्चा को भी समाप्त करता है इसलिए हमने वर्ड ऑर्डर इंफॉर्मेशन लैंग्वेज मॉडल से शुरू करके पार्ट ऑफ स्पीच और मोरफ़ोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से विभिन्न सिंटैक्स में कांस्टीट्यूएंसी पार्सिंग और डिपेंडेंसी पार्सिंग के अर्थ के बारे में बात की थी अगले सप्ताह से हम सीमेन्टिक्स पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे तो हम पहले देखेंगे कि विभिन्न तरीकों को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा अर्थ पर कब्जा किया जा सकता है सीमेन्टिक्स इसलिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सीमेन्टिक्स होगा और इसके लिए सीमेन्टिक्स